अब मैं यह चर्चा करूंगा कि अवतल लेंस की फोकल लंबाई को कैसे मापते हैंं पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को कैसे मापा जाता हैं अब अवतल लेंस की बात करेंगें पुनःयह प्रक्रिया समान है प्रक्रिया उत्तल दर्पण के समान ही है जैसी कि हमने चर्चा की थी उत्तल दर्पण में हम केवल आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब देखते हैं अवतल लेंस में भी हम केवल आभासी प्रतिबिंब ही देखेंगे हम सीधे प्रतिबिंब दूरी को नहीं नाप सकते हमें अप्रत्यक्ष रूप से इसे मापना होगा हमें उत्तल लेंस की सहायता लेनी होगी जैसे कि हमने अवतल दर्पण के लिए उत्तल लेंस की सहायता ली थीं यहां भी हम वही प्रक्रिया उपयोग में लेंगे जिसके बारे में हमने उत्तल दर्पण में चर्चा की थी पिछली कक्षा में हमने उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को नापा था यह एक वस्तु सुई है फिर हमने पाया यह वहां नहीं है यह उत्तल अवतल लेंस वहां नहीं है हमने लंबन पद्धति का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब की स्थिति को ढूंढा यहां प्रतिबिंब सुई को लगा दिया यह प्रतिबिंब है यह उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति है और यहां भी हमने वस्तु सुई को लेंस से लगभग 15 गुना दूरी पर रखा है यह उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब है यह वास्तविक और उल्टा है अब मैं क्या करूंगा हम उत्तल लेंस जिसकी फोकल लंबाई जानना चाहते हैं उस उत्तल लेंस के प्रतिबिंब और उत्तल लेंस के बीच में अर्थात यहां इन दोनों के बीच अवतल लेंस रखेंगे अवतल लेंस डाईवर्जिंग लेंस है जो भी किरण आती है और यहां इस लेंस के पहले मिलती है तो क्या होगा यह किरण इस नीली रेखा का अनुसरण नहीं करेगी यह डाईवर्ज होगी यह इस भाग से अपसरित होगी इसका मतलब वे इस जगह पर नहीं मिलेंगी वे इस जगह से दूर कहीं मिलेंगी यहीं कहीं यह इन दो लेंसों के मिलने के लिए प्रतिबिंब होगी इन दो लेंस के मिलने से बनेगा अब यदि आप इस लेंस के लिए इस अवतल लेंस की बात करें इस अवतल लेंस के लिए यह स्रोत है यह स्त्रोत है यह किरण है यह वस्तु है क्योंकि प्रकाश यहां से आ रहा है और तब यह डाईवर्ज हो रहा है और यह प्रतिबिंब बना रहे हैं ठीक है यह प्रतिबिंब यहां बना रहे हैं तब आप कह सकते हैं कि यह लेंस है यह वस्तु है और यह दूरी वस्तु दूरी u है और इस वस्तु का प्रतिबिंब यह है यह दूरी v है पहले हमें क्या करना है हम इस वस्तु सुई को स्थिर कर लेंगे और फिर हम उत्तल लेंस को भी फोकल लंबाई से करीब 05 गुना दूरी पर स्थिर कर देंगे और प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाते हैं हमें प्रतिबिंब की स्थिति के लिए रीडिंग लेनी हैं अब हम डाईवर्जिंग लेंस को रख देंगे और हमें प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना होगा अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति के लिए रीडिंग लेनी हैं और हम अपसरित लेंस जो कि अवतल लेंस है उसके लिए भी रीडिंग लेंगे वास्तव में हमें इन तीनो की रीडिंग लेने की आवश्यकता है तब आप u और v का पता लगा सकते हैं यह प्रयोग के लिए एक डाटा सेट है आप और सेट भी ले सकते हैं सामान्यतः हम प्रतिबिंब स्थिति को देखने के लिए तीन अवलोकन लेते हैं और फिर उनका औसत ले लेते हैं और फिर दूसरे डाटा सेट के लिए हम क्या करते हैं हम इसे लेने के लिए डाईवर्जिंग या अवतल लेंस की स्थिति को दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर बदल देते हैं हमें दो और डाटा सेट मिल जाते हैं हर स्थिति के लिए हम प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएंगे हम इन डाईवर्जिंग लेंस की स्थिति को भी लिख लेंगे यहां हमने पहले ही लिख रखा है यहां पर क्योंकि जब तक हम इन दोनों को नहीं छेड़ रहे यह प्रतिबिंब जो इस डाईवर्जिंग लेंस अवतल लेंस की वस्तु है यह हमें वही रीडिंग देगी इन दो अलग स्थितियो में हमें दो अलग प्रतिबिंब स्थिति मिलेगी जो हम लिख लेंगे यह u और v के डाटा के लिए इकाई सारणी है और आप इससे f निकाल सकते हैं अवलोकन की संख्या और फिर O की स्थिति मतलब यह इस स्थिति में O1 मैंने यह बताया है कि यह वस्तु O है यहां वस्तु स्थिति O1 लेंस का ऑप्टिकल केंद्र है किस लेंस का उत्तल लेंस का तथा O2 इस अवतल लेंस का ऑप्टिकल केंद्र है और I इस उत्तल लेंस का प्रतिबिंब है और यह वह प्रतिबिंब है जब हम इसे यहां O2 पर रखते हैं इसलिए मैंने I' लिया हैं ताकि यहां इस सारणी में मैंने जो स्थिति ली है यह वस्तु की स्थिति है मुझे लगता है इसे वस्तु O लिखना ज्यादा बेहतर है O वस्तु स्थिति और यह उत्तल लेंस की स्थिति है उत्तल लेंस की स्थिति O1और फिर उसी के अनुरूप प्रतिबिंब स्थिति पता लगाते हैं अब अवतल लेंस को रखते हैं और अवतल लेंस की स्थिति को लिख लेते हैं और फिर दूसरे प्रतिबिंब स्थिति का पता लगाते हैं हम लिख लेते हैं सामान्यतः जैसा कि मैंने बताया वस्तुतः हम 3 डाटा लेते हैं और पता लगाते हैं एक और कॉलम आपको मिल सकता है दूसरी प्रतिबिंब का औसत रीडिंग निकालें इस तरह आप u और v निकाल सकते हैं अब दूसरे सेट के लिए मैं इसे स्थिर रखता हूं इस उत्तल लेंस को भी स्थिर रखता हूं तो यह भी इस तरह स्थिर होगा अब इस स्थिति को बदलते हैं कुछ भी प्लस या माइनस 2 और आप दूसरा डाटा सेट ले सकते हैं आप 2 सकते हैं पहले जो कुछ भी रीडिंग यहां थी और उसके अनुरूप प्रतिबिंब की क्या रीडिंग हैं आप यह भी निकाल सकते हैं इस तरह यह है 2 2 अब आप 4 4 भी निकाल सकते हैं इस तरह आप दो और रीडिंग ले सकते हैं आपको u और v मिलेगा डाटा के 3 सेट या 4 या 5 सेट हम ले सकते हैं हर डाटा सेट के लिए f की गणना कर ले और फिर इस f का औसत आपको मिलेगा यहाँ एक और कॉलम आप बना सकते हैं यह औसत f है औसत f सेंटीमीटर में होगा डायवर्जन लेंसअवतल लेंस की औसत फोकल लम्बाई f निकालें यह प्रक्रिया है पिछली कक्षा में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब स्थिति का कैसे पता लगाते हैं और तब हमने डाईवर्जिंग लेंस रखे थे मैं आपको दिखाता हूं यहां वही उत्तल लेंस हम उपयोग कर रहे हैं इनकी फोकल लंबाई करीब 10 से 12 है यह वस्तु सुई मैं 0 पर रखता हूं यह यहां है चलिए 15 इसे 15 पर और अब इसे हम करीब करीब 64 पर रखते हैं मैं वही प्रतिबिंब लूंगा मैं वही प्रतिबिंब दूरी रखूंगा उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब है अब मैं इसे रखता हूं यह अवतल लेंस है हम इस अवतल लेंस की फोकल लंबाई को नापना चाहते हैं अब अवतल लेंस को सुई प्रतिबिंब और उत्तल लेंस के बीच में रख देता हूं मुझे इसे रखने दीजिए और तब मैं इसे एक निश्चित दूरी पर रखता हूं मैं इसे 15 पर रखता हूं यह 25 पर है मैं इसे 20 पर रखता हूं नहीं चलिए मैं इसे 30 पर रखता हूं और फिर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 इस तरह से आप कर सकते हैं और आप चाहे तो 25 से शुरू कर सकते हैं आप 25 से शुरू कर सकते हैं और फिर आगे रीडिंग लीजिए जैसे 27 फिर 29 फिर 31 इस तरह से आप 4 5 रीडिंग ले सकते हैं यह रीडिंग मुझे लिख लेना चाहिए ठीक है क्योंकि यह उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति है किंतु अब यहां जैसे कि यह उत्तल अवतल लेंस के लिए वस्तु स्थिति है परंतु वास्तविकता में वस्तु यहां इस जगह है इसलिए प्रतिबिंब यहां बनेगा अब मैं इस रीडिंग को लिख लूंगा इसे मुझे यहां रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है उल्टा प्रतिबिंब है यह इस जगह पर बनेगा रीडिंग मैंने ले लिए हैं मुझे उस प्रतिबिंब की नई स्थिति का पता लगाना है जो इस लेंस के मिश्रण के लिए इस वस्तु का प्रतिबिंब है या मैं कह सकता हूं कि यह इस डायवर्जन लेंस या अवतल लेंस के लिए वस्तुओं की स्थिति है तब इस वस्तु के सापेक्ष में डायवर्जिंग लेंस के प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी रीडिंग लेने के बाद यदि मैं सुई प्रतिबिंब और उत्तल लेंस के रीडिंग को नहीं छेड़ता हूं तो इस प्रतिबिंब 1 की स्थिति जानने के बाद यह स्थिति 644 है अब मुझे इसे यहां रखने की जरूरत नहीं है इसलिए मुझे प्रतिबिंब की नई स्थिति का पता लगाना होगा मुझे इस लेंस के द्वारा देखना होगा तो मैं इसे ले जाता हूं और अपनी नंगी आंखों से इसे जांचता हूं हां अब मैं देख सकता हूं मैं देख सकता हूं कि प्रतिबिंब इस स्थिति से दूर होगा प्रतिबिंब इस स्थिति में होगा पहले वाली स्थिति कुछ 64 पॉइंट है अब डाईवर्ज यह डाईवर्ज होगा और इस जगह से दूर होगा ऐसी मुझे आशा है हां परंतु मैं इसे देख नहीं पा रहा मुझे देखने दे मैं पिछले प्रयोग के उत्तल लेंस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अवतल लेंस को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था परंतु मुझे क्या दिक्कत आई मुझे लगता है कि जब मैं अवतल लेंस रखता हूं तब मुझे एक धुंधला प्रतिबिंब मिल रहा है तथा इस प्रतिबिंब को देखना बहुत मुश्किल था और लंबन त्रुटि को हटाना भी मुश्किल था अब मैंने क्या किया यह वस्तु की वास्तविक स्थिति 0 पर है यह उत्तल अवतल लेंस के लिए है जब हम प्रयोग कर रहे हैं तब मैंने इसे 17 पर रखा और मैंने यह भी कहा कि हम इसे 15 साथ ही साथ 19 भी रख सकते हैं अर्थात f और 2f के अंदर इसे रख दिया गया है और प्रयोग कर रहे हैं एक प्रतिबिंब 2f से परेदूसरी तरफ 2f से परे था प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा थी और वह प्रतिबिंब अवतल लेंस के लिए वस्तु थी चूँकि प्रतिबिंब की दूरी बहुत ज्यादा थी इसीलिए जब हमने अवतल लेंस के माध्यम से देखा है चूंकि यह इस मूल वस्तु से दूर है तीव्रता बहुत कम होती जा रही है और यह देखना मुश्किल था अब मुझे बिल्कुल ठीक स्थिति मिल गई यदि मैं उत्तल लेंस रखता हूं यदि मैं उत्तल लेंस 2f के बाहर रखता हूं यदि यह f उत्तल लेंस के लिए लगभग 10 है यदि मैं ऐसा रखता हूं तो 2f 20 है अब यदि मैं इसे लगभग 30 से दूर रखता हूं मैं इसे करीब 30 रखता हूं और तब मुझे प्रतिबिंब f और 2f के बीच मिलेगा यदि मैं इस वाले को हटा देता हूं मुझे प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना होगा और यह लेंस के ज्यादा करीब होगा यह लेंस के ज्यादा करीब होगा क्योंकि अब वस्तु की दूरी 2f से ज्यादा है प्रतिबिंब दूरी f और 2f के बीच में होगी यह दूसरी तरफ होगी अब इस तरह से वास्तविकता में मुझे प्रतिबिंब पहले वाली दूरी से ज्यादा पास मिल रहा है पहले यह 2f से ज्यादा थी हां यह करीब यही थी मैं कह सकता हूं यह करीब यहां 518 पर है अब यह उत्तल लेंस के लिए सुई प्रतिबिंब की स्थिति है इस स्थिति में जब यह 30 पर है अब मैं इन दोनों को नहीं हिलाऊंगा यह स्थिति मैं लिख लूंगा मैं लिखूंगा यह 518 है इस स्थिति के लिए यह प्रतिबिंब होगा उत्तल अवतल लेंस के लिए यह वस्तु होगी इसे मैं यहां रखता हूं चलिए मैं इस वाले को यहां रख रहा हूं मान लीजिए करीब 40 लगभग 40 पर अब मुझे प्रतिबिंब की नयी स्थिति का पता लगाना है इस स्थिति के लिए यह स्थिति 40 है और अब यह मुझे करना है प्रतिबिंब नया प्रतिबिंब इस जगह से दूर होगा तो यह डाईवर्ज होगा यह डाईवर्जेंस इन उत्तल लेंस पर निर्भर करता है मान लेते हैं उत्तल लेंस लगभग 20 पर है मुझे इस वाले की स्थिति का पता लगाना होगा हां मूलतः छोटा कम डाईवर्जेंस है लगभग यह स्थिति है यह है 59 हमें लिख लेना चाहिए यह u v और f का डाटा है जो डाटा हमने उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को जानने के लिए उपयोग लिया था उसको ही रखने के बजाय अब मैंने दूसरी स्थिति उपयोग में ली है इसलिए प्रतिबिंब और पास होगाऔर पास होगा तब दूसरा लेंस रखने पर मैं देख सकता हूं कि इसके दोहरे डिफ्रैक्शन के कारण इसकी तीव्रता घट जाएगी अब वस्तु दूरी 0 है उत्तल लेंस 30 पर हैं यह 30 है ठीक है प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी थी मैं भूल गया यह मुझे करीब 534 मिली थी शायद मैं भूल गया आपको उसे लिख लेना चाहिए और तब आप के उत्तल अवतल दर्पण की स्थिति यह 40 है अब आपको नए प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेनी चाहिए कि यह कहां है यह है 5867 या 8 आपको लिख लेना चाहिए तब आप वस्तु दूरी निकाल सकते हैं और तब सुधारी हुई दूरी भी अर्थात यदि कोई सूचकांक त्रुटि है इस तरह लिख ले आप फिर f निकाल सकते है अब तक अलग अलग स्थिति के लिए मैं दूसरे को वही रखकर प्रतिबिंब की नई दूरी निकाल लूंगा क्योंकि मैं वस्तु को नहीं हिला रहा हूं साथ ही साथ उत्तल लेंस को भी नहीं हिलाऊंगा इसका मतलब प्रतिबिंबवस्तु प्रतिबिंब की दूरी यह वही रहेगी अब मैं इस वाले की स्थिति को बदल रहा हूं इसकी भिन्न स्थिति के लिए मुझे प्रतिबिंब नए प्रतिबिंब की स्थिति I' का पता लगाना हैतो मैं और अधिक उप डेटा प्राप्त कर सकता हूँ और तब आप f की गणना करके उसे निकाल सकते हैं यहां मैंने इस प्रयोग के दौरान क्या सीखा शुरुआत में मैं उत्तल लेंस की दूरी को फोकल लंबाई के 15 गुना दूरी के अंदर ही रखने की कोशिश कर रहा था पर उस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी 2f से ज्यादा थी तो यह बहुत दूर था तब मैं उत्तल अवतल लेंस को रख रहा था और प्रतिबिंब दूर जा रहा था इसका मतलब डिफ्रैक्टेड विवर्तित किरणों की तीव्रता कम हो रही थी इसलिए मुझे उल्टे प्रतिबिंब को देखने और उसकी स्थिति का पता लगाने में समस्या आ रही थी परंतु यदि मैं उत्तल लेंस की दूरी को 2f से ज्यादा रखता हूं इसका मतलब प्रतिबिंब ज्यादा पास आएगा यह f और 2f के बीच में होगा अर्थात यह प्रतिबिंब दूरी या प्रतिबिंब वस्तु के ज्यादा पास है पहले यह दूर था अब मुझे ज्यादा अच्छी तीव्रता मिलेगी तो अवतल दर्पण अवतल लेंस को उत्तल लेंस और उत्तल लेंस के प्रतिबिंब के बीच में किसी विशेष स्थिति में रखने पर मैं अवतल लेंस की 3 4 5 स्थिति को बदलता हूं इसे 3 4 5 दूरी पर रखता हूं तो हर स्थिति के लिए मुझे एक नई दूरी पर प्रतिबिंब मिलेगा और डाईवर्जेंस के कारण यह डाईवर्ज होगा यह प्रतिबिंब की वास्तविक स्थिति से दूर जाएगा जोकि अवतल लेंस की वस्तु है इस तरह कोई भी इन अंतरों की रीडिंग ले सकता है और मुख्य फोकल लंबाई का पता लगा सकता है यहां लंबन का पता लगाने और उसे हटाने का एक तरीका है पहले उस दूरी को एडजस्ट करना होगा जिसके लिए प्रतिबिंब सुई और उल्टी प्रतिबिंब का शीर्ष मिलता है और तब आपको लंबन त्रुटि को हटाने के लिए सुई प्रतिबिंब की दूरी को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा यह वह तरीका है जो किसी को भी लागू करना चाहिए इस तरह कोई भी उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई को माप सकता है यह अवतल दर्पण के लिए भी आसान हैं उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को मापने का एक दूसरा तरीका भी है जो डिस्प्लेसमेंट तरीका कहलाता है और अगली कक्षा में मैं बताऊंगा कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को डिस्प्लेसमेंट तरीके से किस तरह मापा जाए यहां मैं समाप्त करता हूं धन्यवाद